इस पाठ में हम एक अन्य प्राथमिक परिपथ प्रमेय पर विचार करेंगे जिसे प्रतिस्थापन प्रमेय के नाम से जाना जाता है अब आइए हम किसी तत्व के साथ एक सर्किट पर विचार करें इसलिए यह तत्व फिर से गैर रैखिक भी हो सकता है और मान लें कि इसके पार कुछ वोल्टेज V है और इसके माध्यम से कुछ करंट I है अब सर्किट में निम्नलिखित संशोधन पर विचार करें मैं क्या करूंगा कि मैं एक ही सर्किट लूंगा और इस तत्व के पार मैं इस तरह के एक करंट स्रोत और उस तरह के एक करंट स्रोत को जोड़ूंगा और मैं इस करंट स्रोत के मूल्यों को बिल्कुल I के रूप में चुनूंगा जहां मैं जो कुछ भी करंट है तत्व V से प्रवाहित होता है अब अगर मेरे पास दो समान वर्तमान स्रोत हैं जो इस तरह समानांतर समानांतर फैशन में जुड़े हुए हैंयह कुछ भी नहीं है यह एक ओपन सर्किट है यह 0 मान करंट सोर्स है अगर मेरे पास यह है मैं और मैं दोनों होने के नाते तो यह एक खुले सर्किट के बराबर है क्योंकि यहां जो भी करंट आता है वह जाता है और उसी तरह जाता है इसलिए यहां करंट 0 है जैसा कि वहां पर करंट है इसलिए यह वास्तव में है एक खुला सर्किट तो मैं बस इतना कह रहा हूं मैं खुले सर्किट को पूरे तत्व से जोड़ूंगा और जाहिर है इससे सर्किट में कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि मेरा मतलब है कि मेरे पास यह तत्व है और यह कहने के लिए कि मैं इसके आर पार एक ओपन सर्किट जोड़ूंगा इसका मतलब है कि मैं वास्तव में वैसे भी सर्किट को नहीं बदलूंगा यह एक ओपन सर्किट दिखाने का सिर्फ एक फैंसी जटिल तरीका है लेकिन इसमें एक बिंदु है जैसा कि हम देखेंगे अब ध्यान रखें कि सर्किट किसी स्थिति में काम कर रहा है इसमें स्वतंत्र स्रोतों के कुछ मूल्य हैं और इसी तरह और इसके पार वोल्टेज V होता है और इसके माध्यम से करंट होता है I औरमैं ठीक उसी धारा को चुनता हूं जो इससे बह रही है इसकी दो प्रतियां बनाएं उन्हें तत्व के समानांतर समानांतर में जोड़ दें तो स्पष्ट रूप से ये दोनों मामले एक दूसरे के समान हैं इसका मतलब है कि इसके पार वोल्टेज नहीं बदलता है और इतना ही नहीं आपके पास सर्किट में कई नोड हो सकते हैं उनमें से किसी पर भी वोल्टेज वास्तव में नहीं बदलता है सर्किट में किसी भी ब्रांच वोल्टेज या किसी ब्रांच करंट से कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि मैंने वास्तव में कोई बदलाव नहीं किया है मैंने सिर्फ शून्य वर्तमान स्रोत को पूरे तत्व से जोड़ा है और मुझे यह शून्य करंट स्रोत प्राप्त करने का एक शानदार तरीका मिला है अब मैं इसे लेता हूं और इसमें और हेरफेर करता हूं मैं क्या करूँगा मेरे पास ये तीन तत्व समानांतर में हैं मेरे पास यह तत्व है E मुझे इसे कॉल करने दें इसमें एक वोल्टेज V और एक करंट मैं इसके माध्यम से है और मेरे पास यह करंट स्रोत इस तरह से है और एक करंट स्रोत है जाहिर है यह समानांतर कनेक्शन है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं समानांतर तत्वों को किस क्रम में दिखाता हूं क्योंकि यह बिल्कुल I के बराबर है तत्व E इसके पार वोल्टेज और इसके माध्यम से एक धारा I और मूल्य I की धारा मैंने जो कुछ किया है मैंने इसे यहां स्थानांतरित कर दिया है और मैंने इसे वहां स्थानांतरित कर दिया है और मैं इसे वहां ले जाया गया है मैंने इसे अलग तरीके से फिर से खींचा है मैंने यही सब किया है इसलिए ये बिल्कुल समान हैं अब मैं इसके बजाय इसके साथ पूरे सर्किट को फिर से तैयार कर सकता हूं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह इस सर्किट में बदल जाएगा जहां मैं पहले मूल्य का करंट स्रोत खींचता हूं फिर तत्व E वोल्टेज V के साथ और एक करंट I इसके माध्यम से और दूसरे करंट स्रोत को ऊपर की ओर इशारा कर रहा हूं यह स्पष्ट है कि जब आप यहां से वहां जाएंगे तो बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब है कि सभी वोल्टेज बिल्कुल समान रहेंगे और सभी तत्वों के माध्यम से सभी धाराएं भी वही रहेंगी फिर से मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है मैंने बस तीन समानांतर तत्वों को खींचने के तरीके को बदल दिया है अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस तार में करंट की जांच करें तो यह क्या है इस तार में धारा यहाँ बहने वाली धारा घटाकर E की ओर नीचे की ओर बहने वाली धारा के बराबर है तो स्पष्ट रूप से इस कड़ी में धारा 0 के बराबर है इसी तरह इस तार में धारा भी 0 के बराबर है तो कि इस तथ्य से आता है कि इस तत्व में एक धारा I नीचे की ओर बहती है और इसमें धारा उच्च प्रवाहित होती है और यह कनेक्शन बस इन तारों के माध्यम से 0 करंट के साथ यहाँ घूमता है अब जिस क्षण मुझे पता चलता है कि मेरे पास एक तार के माध्यम से 0 करंट है मैं उसे काट सकता हूं यानी मैं इसे बिना सर्किट को बदले एक ओपन सर्किट में बदल सकता हूं क्योंकि आखिरकार यह वैसे भी 0 करंट ले जा रहा था इसलिए अगर मैं इसे एक खुले सर्किट में बदल दूं तो यह अभी भी 0 करंट ले जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कोई सर्किट समीकरण नहीं बदला है इसलिए सर्किट की स्थिति पहले की तरह ही रहेगी इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं वह इन तारों को काट देगा और मेरे पास यही रह जाएगा अब यदि आप याद करते हैं यह मूल सर्किट के समान है और यह इस सर्किट के समान है और यह उस सर्किट के समान है जब मैं वही कहता हूं मेरा मतलब यह है कि सर्किट में सभी शाखा वोल्टेज और धाराएं इस मामले और मूल मामले में समान हैं तो स्पष्ट रूप से यह इस प्रकार है कि यदि मेरे पास एक तत्व E के साथ एक सर्किट है जिसमें एक निश्चित वोल्टेज V है और इसके माध्यम से एक निश्चित वर्तमान I है तो तत्व E को मूल्य I के करंट स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जहां I है वह धारा जो वास्तव में परिपथ में E से प्रवाहित हो रही है मुझे करंट के उस मूल्य का उपयोग करना है अन्यथा पूरी बात नहीं है मेरा सारा तर्क करंट स्रोत मूल्य पर निर्भर है जो कि तत्व E के माध्यम से करंट के समान है I सर्किट में E के माध्यम से बहने वाला करंट है और इस सर्किट और उस सर्किट में समान शाखा वोल्टेज और धाराएं होंगी इस विचार पर कि एक तत्व E को करंट स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मूल्य मूल सर्किट में तत्व के माध्यम से बहने वाले प्रवाह के बराबर होता है प्रतिस्थापन प्रमेय के रूप में जाना जाता है एक तत्व E जिसमें एक धारा I प्रवाहित होती है को मूल्य I के करंट स्रोत से बदला जा सकता है और निश्चित रूप से बिंदु शाखा वोल्टेज और धाराओं को बदले बिना है मूल रूप से सर्किट की स्थिति को बदले बिना तो यह प्रतिस्थापन प्रमेय है मैं इसे एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा पहले मैं एक अत्यंत सरल उदाहरण लेता हूं मान लीजिए कि मेरे पास 5 वोल्ट और 1 किलो ओम है तो स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि इन प्रतिरोधों के माध्यम से 5 मिलीएम्प बहता है अब मैं इस रोकनेवाला को प्रतिस्थापित करता हूँ मुझे इसे उस प्रमेय के अनुसार क्या बदलना चाहिए जो मैंने अभी कहा है कि मुझे इसे 5 मिलीओम करंट स्रोतों से बदलना होगा अब मूल रूप से 5 वोल्ट स्रोत के माध्यम से बहने वाली धारा 5 मिलीएम्प ऊपर की ओर है और इस मामले में भी यह वोल्टेज स्रोत में 5 मिलीएम्प ऊपर की ओर है तो सर्किट की स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है यह एक बहुत ही मामूली उदाहरण है मैं इसे थोड़ा और जटिल बना दूं यह 5 वोल्ट है और कहें कि यह 1 किलो ओम है यह 4 किलो ओम है और इस मामले में पूरे सर्किट के माध्यम से बहने वाला 1 मिलिओम होगा और मुझे इस 4 किलो प्रतिरोधों का विकल्प चुनने दें इसका मतलब है कि मैं 5 वोल्ट स्रोत और 1 किलो ओम अवरोधक को बनाए रखूंगा लेकिन मैं इसके माध्यम से बहने वाले 4 किलो ओम अवरोधक को प्रतिस्थापित करूंगा मुझे पता है कि उस 1 मिलीओम से बहने वाली धारा दिखाई देती है इसलिए यहां करंट 1 मिलीएम्प है तो अब हम मूल सर्किट में कुछ मात्राओं की गणना करते हैं यह 1 मिलीएम्प इस तरह परिचालित होता है तो ऊपर की ओर इशारा करते हुए 1 मिलीएम्प के 5 वोल्ट स्रोत में एक करंट है और इसके पार वोल्टेज 1 वोल्ट है और इस पर वोल्टेज 4 वोल्ट है अब हम इस सर्किट पर वापस जाते हैं हमारे पास 1 मिलीएम्प है जिसका अर्थ है कि करंट 1 मिलीएम्प इस तरह घूम रहा है तो 5 वोल्ट स्रोत के माध्यम से वर्तमान अभी भी 1 मिलीएम्प ऊपर की ओर इशारा कर रहा है तो पहले की तरह और यह 1 मिलीएम्प 1 किलो ओम स्रोत से बह रहा है तो इस पार 1 वोल्ट का वोल्टेज भी पहले जैसा ही होगा और अंत में प्रतिरोध में करंट स्रोत के पार 4 वोल्ट का वोल्टेज था जिसने प्रतिरोध को भी 4 वोल्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया क्योंकि 5 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट 4 है वोल्ट तो फिर से कुछ भी नहीं बदला है अब मैंने इसे एक सामान्य मामले के रूप में पहले ही साबित कर दिया है ये दो मामले सिर्फ उदाहरण के लिए हैं यह लगभग एक तुच्छ प्रमेय की तरह दिखता है और कुछ मायनों में इसे समझना बहुत आसान है जिसका अर्थ है कि आपका मूल्य अन्य प्रमेयों को सिद्ध करने में है साथ ही कभी कभी यह सर्किट के प्रति उत्साही लोगों के लिए उपयोगी होता है यह पता चला है कि हम इस मामले में एक रोकनेवाला के स्थान पर स्थानापन्न भी कर सकते हैं जहां मैंने एक करंट स्रोत को प्रतिस्थापित किया है हम शब्दों पर वापस जा सकते हैं हम कुछ शर्तों के अधीन करंट स्रोत को प्रतिरोधी के साथ प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इससे नए सर्किट प्राप्त करने में मदद मिलती है क्योंकि कभी कभी करंट स्रोतों को महसूस करने के लिए अधिक मजबूरी होती है लेकिन आप कई मामलों में समान कार्यक्षमता को प्रतिस्थापित कर सकते हैं करंट स्रोत को प्रतिरोधों के साथ